अब हमUniPROT के बारे में और भी कुछ जानेंगे जैसा पहले हमने जाना कि यह प्रोटीन सीक्वेंसेस के बारे में जानकारी रखते हैं किसी एक प्रोटीन के बारे में सारे एस्पेक्ट को यह कवर करता है पहले प्रोटीन का नाम ओरिजिन सोर्स आदि के बारे में फिर ओंटोलॉजी के बारे में इसके द्वारा पता चल जाता है एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाने पर यह इस इनफार्मेशन को दूसरी तरह से सपोर्ट करते हैं जैसे प्राइमरी डाटा या बिबलियोग्राफी लिस्ट प्रेफरेंस क्योंकि डाटा की रिलायबिलिटी के लिए थ्योरी आवश्यक है अतः सारी इनफार्मेशन जो डाटाबेस में उपलब्ध है उसकी पूरी थ्योरी जैसे ओरिजिनल डाटा हां से प्राप्त हुआ है क्रॉस रेफरेंस आदि तो यदि आप किसी विशेष प्रोटीन को सर्च कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा यह उदाहरण से देखते हैं तो हिमोग्लोबिन बी चैन इसकी क्या इंपोर्टेंस है यह ट्रांसफर प्रोटीन ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है यदि आप हिमोग्लोबिन बी चेन पर क्लिक करें तो आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी यहां ऐसेसन नंबर दिया गया है एंट्री के बाद आपको प्रोटीन का नाम उसकी सब यूनिट अल्फा बीटा गामा के बारे में पता चल जाएगा इस तरह इसी प्रोटीन की उपस्थिति मनुष्य या कभी कभी माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस मैंभी हो सकती है डेटाबेस से पता चल जाएगा और यहां जीन नेम है हां यहां से ऑर्गेज्म्स के बारे में जैसे मनुष्यों से लेकर माइकोबैक्टेरियम तक का नाम जान सकते हैं जैसे यदि प्रोटीन की लेंथ है और इसमें 147 अमीनो एसिड रेसिड्यू है डेटाबेस में प्रोटीन के दूसरे प्रचलित या अल्टरनेट नेम भी पता चल जाएंगे इसके पश्चात जीन नेम आदि का पता चल जाता है यहां आप प्रोटीन के147 एमिनो एसिड रेसिड्यू सीक्वेंस देख सकते हैं यह प्रोटीन लेवल कहलाता है प्रोटीन लेवल पर आपको प्रोटीन एविडेंस मिल जाता है इसके पश्चात जनरल एनोटेशनयहां लिटरेचर में उपलब्ध अधिकतर डाटा प्राप्त हो सकता है किसी विशेष प्रोटीन के कार्यों के बारे में यहां से जानकारी मिल सकती है यह कौन सा प्रोटीन है जैसे यह हिमोग्लोबिन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इसके कितनी सब यूनिट्स और इतनी स्मॉल सब यूनिट है जैसे यहां 4 है दो अल्फा दो बीटा यह टेट्रामर है इसे हिट्रोटेट्रामेर भी कहेंगे क्योंकि इसमें दो अलग चेन है टोटल चेन4 हैं आरबीसी में पाया जाता है इसके पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन की साइट पता चल जाती है तो इन्होंने glycationऔर दूसरे पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन की साइट भी दी है Lys60Lys83 Lys145 पर मुख्य रूप से accetylation होता है यहां पर यह रिफरेंस भी है तो यह पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेज बीमारी से संबंधित होते हैं अलग अलग बीमारी उत्पन्न करते हैं इन सभी का डिटेलUniProt dataडाटाbase में है यह मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया है जो सिक्स रेसिड्यू जो ग्लूटामिक एसिड है की जगह वैलीन आने के कारण होता है अब आपको ओंटोलॉजी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पॉलीमोरफ़िज्म कोडिंग रीजन की डायवर्सिटी म्यूटेशन से होने वाले परिवर्तनयह किसी ligandsया किसी मॉलिक्यूल से किसी पार्टिकुलर प्रोटीन का जोड़ना आदि के बारे में पता चल जाएगा हीमआयरन मेटल और पायरोवेट आदि लिगेंड जो प्रोटीन से जोड़ते हैं का विस्तार से मालूम हो जाएगा किसी प्रोटीन में होने वाले पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन के बारे में उसके कार्यों के बारे में जाना जा सकता है विभिन्न प्रकार केPTMs ऐसीटाइलेशन glycationglycoprotienphsphoprotienऔर nitro sylationतथा विभिन्न प्रकार केTMs इसके पश्चात ओंटोलॉजी विभिन्न जीन ऑंकोलॉजी आदि सभी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है यहां जैविक जैविक क्रियाएं कोशिका के पदार्थ और मॉलिक्यूलर फंक्शन जीन ओंटोलॉजी की विभिन्नत सबक्लास के बारे में जाना जा सकता है आप एक इंटरेक्शंस के साथ जाकर उनकी प्रोटीन मेटल या किसी दूसरे के साथ बाइंडिंग देख सकते हो तो यहां प्रोटीन इंटरेक्शन और प्रोटीन की बाइंडिंग साइट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए अलग अलग वेरिएंट्स होंगे यह इसे wild type रेसिड्यू देंगे जैसे ओरिजिनल रेसिड्यू दिए गए हैं यहां पर वैलीन को alanine रिप्लेस कर देता है तो यहां म्यूटेशन कहां और किस डिजीज के लिए है पूरा रेफरेंस मिल जाएगा यदि आपUniProt देखें तो इस प्रोटीन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी अब अगले चरण में सामान्य जानकारी के अलावा कार्यों और जीन ओंटोलॉजी और बाइंडिंग साइट के बारे में पता चल जाएगा PTMसाइड पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब सीक्वेंस लेवल पर जाएंगे जोUniProt का मुख्य एस्पेक्ट है इस तरह यूनीपोर्ट ना केवल डाटा सीक्वेंस बल्कि प्रोटीन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराता है तो यह सीक्वेंस है कितने रेसिड्यू प्रोटीन में है देख सकते हैं41 42 4344454647 इनमें 147 रेसिड्यू है तो कंप्लीट सीक्वेंस प्राप्त हो सकता है अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्योंकि अल्फा हेलीकल प्रोटीन के बारे में मालूम है तो पता चल सकता है यदि आप ब्लू को देखें तो यह मुख्य हेलिक्स है ग्रीन पर कोई strandनहीं है कुछ टर्न देखे जा सकते हैं यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इस तरह आप दो फॉर्मेटUniProt फॉर्मेट याFASTA फॉर्मेट देख सकते हैं FASTA सिंबॉल के बगैर भी इंफॉर्मेशन देता है तो यह फॉर्मेट जो आप बायोइनफॉर्मेटिक्स में सामान्यता उपयोग करते हैं लार्ज स्केल एनालिसिस दो सीक्वेंस को समझने के लिए उपयोग होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनेज्म में यही सीक्वेंस होने पर उनका क्या कार्य है जानने के लिए विशेष टूल होते हैं जो अवेलेबल हैं इनमें से एकBLAST यह प्रोटीन को ओरिजिनल प्रोटीन सीक्वेंस से मैच कर समझने में मदद करता है यदि आपके पास अपना सीक्वेंस है तो आपBLAST पर जाकर दूसरे सीक्वेंस से इसे मिलाकर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह आउटसाइड का होने के कारण इसे वे नहीं लेंगे इस तरह यह आवश्यक है कि हम रिलाएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें यह पब्लिक आर्टिकल हो सकते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है छात्र पबमेड पब मेड ऐसा डेटाबेस है जिसमें बायोलॉजी से संबंधित सारे आर्टिकल मिल जाते हैं यहां मेडिसिन के आर्टिकल भी हैं हम यहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस डाटा की कंपलीट इनफार्मेशन लिटरेचर के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं और यहां रेफरेंस भी प्राप्त हो जाएंगे तो इस तरह से रिफरेंस कलेक्ट हो जाएंगे मैन्युअल क्यूरेशन बहुत कठिन है और यह कंप्यूटर ट्रांसलेटेड सीक्वेंस से कम मिलते हैं तो इंफॉर्मेशन कहां कलेक्ट होती है यह कीबोर्ड सर्चिंग से पता चल जाएगा पर यहां रिलायबिलिटी की परेशानी हो सकती है तो हम मैन्युअल क्यूरेशन पड़ जाएंगे सीक्वेंस डाटाबेस को हमEMBLDDBJ और जीन बैंक में सर्च करेंगे कंपलीट सीक्वेंस डाटाबेस और ट्रांसलेटेड सीक्वेंस कहां मिल रहे हैं चेक कर लेंगे तो अब सीक्वेंस डाटाबेस देकर हम देख सकते हैं जैसेEMBLDDBJ और जीन बैंक सीक्वेंस डाटाबेस है यहां न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस और कंपलीट सीक्वेंस डाटाबेस तथा ट्रांसलेटेड सीक्वेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी यह 3D स्ट्रक्चर है इससे हम डाटा रिवॉल्यूशन और पोजीशन के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकेंगे तो यह प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डाटाबेस है MINTIntactऔरSTRINGयह आपको विशेष प्रोटीन और इसका दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्शन देगा अब दूसरे प्रोटीन डाटाबेस से post ट्रांसलेशनल इफेक्ट देख सकते हैं यह जीनोम नोटेशन ऑर्गेनेज्म स्पेसिफिक डाटाबेस फाइलों जिनोमिक डाटाबेस और इस का सेकंड पार्ट सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इसके पश्चात अलग अलग अनुटेशन के लिंक भी उपलब्ध होते हैं यह एंजाइम पाथवे उनका रिएक्शन जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस और फैमिली डोमेन डाटाबेस और दूसरे रिसोर्सेज जैसे ड्रग बैंक आदि रिलेवेंट जानकारी प्रदान करते हैं इनके पास और भी संबंधित जानकारी जैसे क्रोमोसोम और दूसरे Polymorphismतथा म्यूटेशन आदि के बारे में पता चल सकता है अब आपUniProtडेटाबेस के सभी कंटेंट के बारे में जान गए हैं इसे देखकर आप अपना प्रोटीन बनाकर उसके बारे में सारे एस्पेक्ट समझ सकते हैं यहां हिमोग्लोबिन b चैन है इसका पहला भाग सभी फंक्शन इंफॉर्मेशन और जनरल इनफार्मेशन प्रोटीन सीक्वेंस के साथ तथा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तृतीयक स्ट्रक्चर और दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक दे देता है उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास बहुत सारे डेटा है इसमें से कुछ रिडंडेंट है जैसे यदि तो सीक्वेंस के बीच 90 आईडेंटिटी है कभी कभी 80 परसेंट भी हो सकती है उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास दो सीक्वेंस है तो इनकी आईडेंटिटी क्या है 100 परसेंटतो इस स्थिति मेंUniProt आपको ऑप्शन देगा कि कुछ लेवल की रिडंडेंसी इन सीक्वेंस में देखी जाए यदि आप90 तक रिड्यूस करें तो 90 पर्सेंट समान आईडेंटिटी दो सीक्वेंस के बीच में होगी किंतु यदि 90 पर से ज्यादा है तो आप 1 को नष्ट कर देंगे तो आप50रिडंडेंट ले सकते हैं यह दोनों सीक्वेंस को चेक कर यह देखेंगे की 50 आईडेंटिटी है या नहीं यदि ज्यादा हो तो डिस्कार्ड कर देंगे अब रिडंडेंसी को कैसे कम किया जाए यहां उदाहरण देखेंगे जैसे आपके पास 1243 रिजल्ट है स्पेसिफिक रिडंडेंसी पर जाएंगे अब आपके पास 240 रिजल्ट है यहां हम 05 आईडेंटिटी देखेंगे अब हमारे डाटा 1243 से240 सो गए किसी भी एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के डाटा होता है किंतु एक को कई बार उपयोग नहीं किया जाता इस स्थिति में यह जरूरी है की डाटा नॉन रिडंडेंट हो आपके पास यहां 2 कट ऑफ है उदाहरण के तौर पर10090और50अब यदि आपको और दूसरी रिडंडेंसीज देखना है तो हमें दूसरे प्रोग्राम जो लिटरेचर में उपलब्ध हो पर जाना होगा यहां पर 240 रिजल्ट की एंट्रीज है यह सभी एक सर्च से प्राप्त हुई हैं अब हम अलग अलग ऑप्शन के डाटा को डाउनलोड करेंगे उदाहरण के तौर पर टैब डीलिमिटेड एक्सेल इसे आपFASTA औरXML पर डाउनलोड कर सकते हैं यहां ऐसे accession नंबर मिलेगा इसके अलावाXML औरRDF फॉर्मेट भी मिलेगा इस तरह अलग अलग फॉरमैट डाउनलोड कर सकते हैं जैसे यहांFASTA से प्राप्त रिजल्ट हैं हमें मालूम है कि इसमें ग्रेटर से शुरू होता है फिर नाम और सीक्वेंस जैसे एमिनो एसिड सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर वन पहला सीक्वेंस फ्रॉम और एंडRSF से होता है दूसरा सीक्वेंसMAN से शुरू औरAMRF पर खत्म होता है अब आप डाटा सेपरेट कर एनालिसिस कर लेते हैं मेरे पास 2 प्रश्न है पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए सीक्वेंस प्राप्त करना जिनमें 50 परसेंट से कम सीक्वेंस आईडेंटिटी हो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से इनके विशेष कार्य हैं अतः ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को समझने के लिए सीक्विंस कलेक्ट करना जरूरी है और डाटा को 50 तक रिड्यूस करना आवश्यक है प्रश्न संख्या 2 मैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के फंक्शन को समझना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर मनुष्य में बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हैVDAC इसे समझने के लिए पहला प्रश्न की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे प्राप्त किए जाएंUniProt डाटाबेस पर जाकर सर्च करेंगे अब हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की लिस्ट प्राप्त हो जाएगी यह किसी भी फील्ड की मिल सकती है क्योंकि आपके पास सिंबॉल हैं अब इन्हें आप किसी दूसरे ऑप्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप केवल टाइटल चाहते हैं या कुछ और आपMESH का उपयोग करेंगे आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं यदि यह 10000 से ज्यादा है तो अब यह प्रश्न है कि हमें यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 50से कम आइडेंटिटी वाले मिले तो अब क्या किया जा सकता है आप फिफ्टी परसेंट लेकर क्लिक कर डाटा प्राप्त कर सकेंगे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहां आपसे पूछा जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए यदि आपको अपना डाटाFASTA पर चाहिए तो आप इसके लिए जाएंगे यह मिल जाने के बाद आप इसे एनालिसिस के लिए लेंगे अब दूसरा प्रश्न है अब हमें अमीनो एसिड सीक्वेंस देखना है प्रोटीन के फंक्शन देखना है प्रोटीन के फंक्शन देखना है क्योंकि यदि यह प्रोटीन रिसेंटली पब्लिश हुआ है और यूकेरियोटिक प्रोटीन है तो इसके बहुत सारे कार्य होंगे अब यह पता है कि यह बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन है आपUniProt पर जाएंगे कीबोर्ड पर माइटोकांड्रियल बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन और human औरVDAC सर्च करेंगे इन विशेष एंट्री से आपको टाटा सीक्वेंस मिल जाएगा इस डाटा स्पीकवेल सेFASTA फॉर्मेट पर जाकर क्लिक करने पर हमें FASTA पर सीक्वेंस मिल जाएंगे आपUnoProt पर जाकर अलग अलग संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे किसी विशेष प्रोटीन के लिए सारी जानकारी यहां उपलब्ध हो जाएगी उदाहरण के तौर पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन RNA जो बाइंडिंग प्रोटीन के लिए है के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी किसी विशेष सीक्वेंस रिडंडेंसी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी तो यहां पर बहुत सारी इनफार्मेशन है जिसको अलग अलग कार्यों के लिए रिसर्च मैं ले सकते हैं यही कारण है की बहुत सारे शोधकर्ता अपनी शोध के लिएUniProt का उपयोग करते हैं तो हम इस क्लास में पढ़ी हुई बातों को पुनः पुनः दोहराते हैं जैसे प्रायमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का विशेष अरेंजमेंट मेन चैन साइट चैन एमिनो एसिड साइडNH2 यहCalpha है अबCOOH लिखा है यह एमिनो टर्मिनल याN टर्मिनल कहलाता है यहां c terminal भी दिखाई दे रहा है इस तरह हमें सारी इनफार्मेशन प्राप्त हो जा रही है एमिनो एसिड साइडNH2 यहCalpha है अबCOOH लिखा है यह एमिनो टर्मिनल याN टर्मिनल कहलाता है यहां c terminal भी दिखाई दे रहा है इस तरह हमें सारी इनफार्मेशन प्राप्त हो जा रही है अब ALANINEकी चेन है इसका प्राइमरी सीक्वेंस देखने के लिए लिंक पर जाएंगे हमें सीक्वेंस अरेंजमेंट मिल जाएगा अब यदि हमें लोकेशन ना मालूम हो तो हम प्रोटीन सीक्वेंस का प्राइमरी रिसोर्ट देखेंगे यहPIR होगा PIRऔरSWISS PORT अलग अलग डेटाबेस थे जो आप मर्ज हो करUniProt हो गए हैं इसका मतलब यूनिवर्सल प्रोटीन डाटाबेस होता है जिसका लिटरेचर में बहुत ज्यादा उपयोग है ओरिजन लिटरेचर यहां पर मिल जाता है एमिनो एसिड से संबंधित पूरी जानकारी कार्य आदि सारी एप्लीकेशन एक ही डेटाबेस से मिल जाती है इस तरहUniProt एक विशेष प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है जिसका बहुत तरह से उपयोग होता है अगली क्लास में हम यह डिस्कस करेंगे